ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे तो इन सभी 3 मॉड्यूल में उद्देश्य स्टेट मशीन डायग्राम को समझना होगा और तदनुसार यह रूपरेखा है जिसे हम अनुसरण करेंगे और जैसा कि हम इस रूपरेखा पर नीले हिस्से का अनुसरण कर रहे हैं वास्तव में यह है कि हम इस वर्तमान मॉड्यूल में क्या करेंगे शेष भागों को बाद के मॉड्यूल में किया जाएगा तो शुरू करने के लिए हम कुछ बुनियादी अवधारणाओं के संदर्भ में एक त्वरित पुनरावृति करेंगे जिन्हें इस मॉड्यूल को परिभाषित करने के लिए और हमने देखा है कि यह स्थिर हो सकता है या यह गतिशील हो सकता है हमने यह भी देखा है कि इसके आधार पर ऑब्जेक्ट चरण में निर्माण किया जाता है इसे स्टेट चार्ट डायग्राम पर आधारित जानकारी भी निकालते हैं और जैसा कि अधिकांश अन्य मॉडलों प्राप्त किया गया है तो यह मूल पृष्ठभूमि है और इसके आधार पर हम स्टेट मशीन डायग्रामव्यवहार के अर्थ में दर्शाता है कि एक व्यवहार निरंतर भी हो सकता है लेकिन यहां आपके पास डिस्क्रीट बिहेवियरशामिल होंगे तो इस मायने में वे बहुत पसंद हैं हालांकि वे काफी हद तक आगे भी संपन्न हैं लेकिन वे फिनिट स्टेट मशीनों की तरह हैं जो आपने अन्य पाठ्यक्रमों में अध्ययन किया है लेकिन यहां वे अधिक जटिल आकार लेंगे तो पहले हमें इस मॉड्यूल में जाएँ इत्यादि आपने इस तरह की स्टेट मशीन में कुछ प्रविष्टि हो सकती है हर स्टेटमें प्रवेश करेगा तो आइए हम धीरे धीरे कुछ संभावनाओं पर ध्यान देना शुरू करें तो हम साधारण से शुरू करते हैं जहां यह है यह संभवतः बैंक एटीएम की एक स्टेट मशीनया ऐसा कुछ भी सम्मिलित कर रहा है अतः माइक्रोस्कोपिक स्थिति में वापस आ जाएगा या यह हो सकता है कि आधे रास्ते में या तो कार्ड में डाल दिया जाता है यह एक ऐसी अवस्था में पहुँच जाता है जो सेवा की स्थिति से बाहर है और केवल जब रखरखाव या सर्विसिंगका उद्देश्य है इससे निश्चित रूप से बहुत अधिक विवरण हो सकते हैं हम अधिक विवरण प्राप्त करेंगे लेकिन हमें कुछ अन्य उदाहरणों के माध्यम से काम करने दें यह एक तापमान नियंत्रक का एक और उदाहरण है जो फिर से शुरू होता है यह खेद है जो फिर से निष्क्रियऔर तापमान के आधार पर अगर यह बहुत ठंडा है यह स्टेट में पहुंच जाएगा कूलर को शुरू कर देगा इत्यादि और पूरा होने पर लक्ष्य तापमान को प्राप्त करने पर यह फिर से निष्क्रिय का वर्णन करता है इसलिए जब हम सिस्टमका वर्णन करती हैं जो हम वर्णन करने की कोशिश कर रहे हैं तो संरचनात्मक रूप में बिहेवियर स्टेट करता है जिसके दौरान आमतौर पर कुछ अपरिवर्तनीय स्थिति होती है इसलिए यदि आप सिर्फ मुझे वापस जाने के लिए संदर्भित करते हैं तो बस आपको वापस ले जाते हैं क्षमा करें मैं आपको वापस ले जाता हूं तो यह एक स्टेट वास्तव में चल रहा है इत्यादि तो यह है कि स्टेटहैं तो बिहेवियरल स्टेट का प्रदर्शन कर रहा है बदले में बिहेवियरल स्टेट कहां जाता है आइए हम परिभाषा में देखें और फिर हम बताएंगे कि उनका क्या मतलब है एक सिंपल स्टेट इस स्थिति में है कि वह क्या करता है इसलिए यदि ऑब्जेक्टआपको धन्यवाद संदेश पर रखती है इत्यादि तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह सिंपल बिहेवियर स्टेट में हो सकता है अब तो यह एक और उदाहरण है इसलिए यहां आपके पास कई स्टेट के संदर्भ में भी वर्णित किया जा सकता है आइए हम उस चीज़ पर ध्यान दें जो बिहेवियरल स्टेट मशीन हैं जो एक फोन में होने की उम्मीद है अतः यदि वह किसी विशेष स्टेट में आगे भी रह सकता है यह हो सकता है कि आप एक गलत अंक डायल से 2 संभावनाएं हैं आप कनेक्ट में हैं और तब आप बात करते हुए टॉकिंग और यह इस तरह से है कि यह पूरी स्टेट मशीन करने का प्रयास कर रहे हैं फिर हम केवल उन विशिष्ट स्टेट उठाते हैंजहां आप मूल रूप से रखें जाने पर वापस आते हैं तो यह एक em सिंपल डायग्राम का उपयोग कैसे कर सकते हैं अब अक्सर हम पाएंगे कि अगर हम साधारण स्टेट मशीनके रूप में जाना जाता है इसलिए यहां हम दिखा रहे हैं कि यह कम्पोजिट स्टेट कर रहे हैं और ऐसा हो सकता है कि ये सब स्टेट कर सकते हैं अब कंपोजिट स्टेट के विवरण का वर्णन करते हैं तो यह एक कंपोजिट स्टेट कहा जाता है आपके पास एक से अधिक क्षेत्र होंगे तो यह एक क्षेत्र है और यह एक और क्षेत्र है ये 2 अलग अलग क्षेत्र हैं और इन्हें आम तौर पर अलग अलग बिंदीदार रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है और आपके पास क्षेत्र 1 में सब स्टेट है तो यह मानव जीवन का एक उदाहरण है इसलिए ये 2 ऑर्थोगोनल पर स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे तो आप इन्हें यहाँ के रूप में डिसजॉइंटेड हैं जिनकी आपको आवश्यकता है अंत में एक तीसरे प्रकार के बिहेवियर स्टेट एक उदाहरण को देखने की कोशिश करते हैं जो समझने में आसान है मान लें कि हम ATM मैं स्वयं को देख लेते हैं इसलिए स्टेट्स को चेक करना जानते हैं और वह सब एक स्टेट होगा जो विवरण देता है जो कहता है कि आप का चयन कैसे करें कार्ड स्वीकार कर रहे हैं तो आप यहां हैं और आपने राशि का चयन किया है तो आपने चेक किया है कि राशि ठीक है आप राशि और वह सब दर्ज करें और अंत में आप या तो फाइनल स्टेट में इस्तेमाल किया जा सकता है और वे सभी नाम के द्वारा उसी सबमशीन को शामिल करते हैं तो यह एक ATM की बिहेवियरल स्टेट का वर्णन करने के लिए इस तरह के एक fsm सिस्टम संदर्भ में सहज हो जाएं इसलिए स्टेट मशीन डायग्रामके बारे में चर्चा करना जारी रखेंगे